कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है तो हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या टीसीपी को विस्तृत में देख रहे हैं इसलिए इस व्याख्यान में हम टीसीपी कनेक्शन स्थापना के विवरण पर ध्यान देंगे और टीसीपी प्रारंभिक अनुक्रम संख्या का चयन कैसे करता है इस अवधारणा के आधार पर जिसे हमने पहले और फिर बाद के व्याख्यान में चर्चा किया था इसलिए हम विस्तृत में टीसीपी में प्रवाह नियंत्रण क्रियाविधि को देखेंगे तो टीसीपी कनेक्शन स्थापना यह एक थ्री वे हैंडशेकिंग आधारित क्रियाविधि है जो एक विशेष कनेक्शन अनुरोध संदेश का उपयोग करता है जिसे SYN कहा जाता है सिंक्रनाइज़ेशन के लिए एक संक्षिप्त रूप जिसे हम टीसीपी SYN संदेश कहते हैं तो थ्री वे हैंडशेकिंग क्रियाविधि का उपयोग करके कनेक्शन की स्थापना कुछ इस तरह है जैसे होस्ट A और होस्ट B एक दूसरे के साथ संवाद करना चाहते हैं क्यूंकि होस्ट A और होस्ट B एक दूसरे के साथ संवाद करना चाहते हैं इसलिए होस्ट A कनेक्शन की शुरुआत करता है इसलिए होस्ट A प्रारंभिक अनुक्रम संख्या के साथ एक SYN संदेश भेजता है इसलिए कुछ समय में हम चर्चा करेंगे कि टीसीपी इस प्रारंभिक अनुक्रम संख्या को कैसे चुनता है तो यह x के रूप में प्रारंभिक अनुक्रम संख्या के साथ एक SYN संदेश भेजता है तो होस्ट B एक SYN संदेश के साथ एक पावती संदेश भी भेजता है इसलिए होस्ट B से होस्ट A तक का यह SYN संदेश इसका उपयोग TCP में बाईडायरेक्शनल कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है इसलिए यदि आपको याद हो कि पिछली कक्षा में हमने बात की थी कि टीसीपी कनेक्शन द्विदिश होता है तो होस्ट A एक ही समय में होस्ट B से बातचीत कर सकता है होस्ट B होस्ट A से भी संवाद कर सकता है और इस कारण से होस्ट B एक प्रारंभिक क्रम संख्या के साथ वही पैकेट फिर से भेजता है तो यहाँ इस उदाहरण में होस्ट B ने ACK को वापस भेजते समय यह SYN संदेश भेजता है इसलिए हम मूल रूप से SYN और ACK का एक साथ पिग्गी बैकिंग करते हैं पिग्गी बैकिंग का मतलब है कि हम टीसीपी हैडर के संदर्भ में एक साथ 2 संदेश जोड़ रहे हैं आपको SYN ध्वज और ACK ध्वज दोनों के लिए बिट 1 सेट करने की आवश्यकता होती है तो यह SYN प्लस ACK संदेश यह एक नया प्रारंभिक अनुक्रम संख्या भेज रहा है इसलिए यह क्रम संख्या y इसका उपयोग B से A डेटा स्थानांतरण के लिए किया जाएगा और A से B तक पूर्व में प्रस्तावित अनुक्रम संख्या x का उपयोग A से B डेटा स्थानांतरण के लिए किया जाएगा और इस x के पावती साथ इसलिए यह x प्लस 1 की एक पावती संख्या भेजता है अब यदि आपको कनेक्शन स्थापना प्रक्रिया थ्री वे हैंडशेकिंग क्रियाविधि याद हो जो हमने सामान्य ट्रांसपोर्ट लेयर सेवा मॉडल के मामले में पहले चर्चा किया था होस्ट A इस संदेश को देख सकता है होस्ट यह पता लगा सकता है कि यह स्वीकार संख्या उस SYN संदेश से मेल खाती है जिसे उसने प्रेषित किया है और यदि वह SYN संदेश से मेल खाती है जो प्रसारित हुई है तो यह SYN प्लस ACK को एक व्यवहार्य या वैध के रूप में लेता है और फिर यह B को अंततः एक पावती संदेश भेजता है और उस पावती संदेश में यह x प्लस 1 का एक क्रम संख्या पिछले अनुक्रम को बढ़ाता है जो उसने शुरू किया है और इस पावती संख्या y प्लस 1 को स्वीकार करता है तो इस थ्री वे हैंडशेकिंग क्रियाविधि के साथ होस्ट A और होस्ट B कनेक्शन शुरू करते हैं अब सवाल यह है कि आप प्रारंभिक अनुक्रम संख्या का चयन कैसे करेंगे इसलिए प्रारंभिक अनुक्रम संख्या को चुनना एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हमने एक ट्रांसपोर्ट लेयर सेवा मॉडल के सामान्य चर्चा में देखा था इसलिए प्रारंभिक अनुक्रम संख्या का चयन करने का उद्देश्य विलम्ब डुप्लिकेट से बचने के लिए है ताकि आप अपने अनुक्रम संख्या को देखकर एक संदेश की पहचान कर सकें कि क्या वह संदेश विलम्ब डुप्लिकेट है या यह उस तरह है जैसे एप्लीकेशन क्रैश हो गया हो और आवेदन ने अलग अनुक्रम संख्या के साथ एक ही पोर्ट पर एक और कनेक्शन शुरू किया हो इसलिए आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रारंभिक अनुक्रम संख्या जिसे आप चुन रहे हैं वो प्रारंभिक अनुक्रम संख्या पिछले अनुक्रम संख्या के निषिद्ध क्षेत्र के भीतर नहीं होनी चाहिए अब आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमने पहले भी देखा है जब भी आप प्रारंभिक अनुक्रम संख्या चुन रहे हैं तो आपके पास प्रारंभिक अनुक्रम संख्या चुनने के 2 तरीके हैं इसलिए केवल उन अवधारणाओं को याद करने की कोशिश करें जिनकी हमने पहले चर्चा की थी इसलिए आपकी सुविधा के लिए इसे फिर से संछिप्त में समझा रहा हूँ इसलिए जब भी आप इस प्रारंभिक अनुक्रम संख्या को चुन रहे हों तो यह समय अक्ष है और यह अनुक्रम संख्या अक्ष है तो यह पहले वाला कनेक्शन था यदि यह पहले वाला कनेक्शन था तो इस विशेष कनेक्शन के लिए निषिद्ध क्षेत्र कहा गया था तो यह कनेक्शन 1 है और यह कनेक्शन 1 के लिए निषिद्ध क्षेत्र है अब जब भी आप एक नया कनेक्शन आरंभ करते हैं तो माना यहां इस बिंदु पर कनेक्शन 1 क्रैश हो गया है क्यूंकि एक बार कनेक्शन 1 क्रैश हो गया तो आप एक नया कनेक्शन आरंभ करना चाहते हैं और जब भी आप एक नया कनेक्शन शुरू करते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि आप नया कनेक्शन शुरू नहीं कर रहे हैं यह आपका नया कनेक्शन है आप इस कनेक्शन 2 को एक जगह पर शुरू नहीं कर रहे हैं जैसे कि कनेक्शन 2 के लिए निषिद्ध क्षेत्र कनेक्शन 1 के साथ ओवरलैप करता है और हम यह नहीं चाहते हैं इसलिए यह रोकने के लिए कि हम ऐसा क्या करते हैं जिससे बचने के लिए हम कनेक्शन 2 को शुरू करना चाहते हैं जैसे कि ये 2 निषिद्ध क्षेत्र एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते हों अब यह करने के लिए कि आपके पास 2 विकल्प हैं पहला विकल्प यह है कि आप समय डोमेन पर एक शिफ्ट करें और दूसरा विकल्प यह है कि कनेक्शन स्थापना डोमेन पर एक बदलाव करें इसका मतलब है अनुक्रम संख्या डोमेन पर तो पहला कदम यह है कि आप इसे अंतराल देने के बाद शुरू करते हैं इसलिए यह कनेक्शन 2 है इसलिए आप इसे अंतराल देने के बाद शुरू करते हैं ताकि ये अंतराल सुनिश्चित करें कि अनुक्रम संख्या स्थान ओवरलैप न हो इसलिए आप यह सुनिश्चित करने के लिए निश्चित समय का इंतजार करते हैं कि कनेक्शन 1 के लिए सभी पैकेट जो उस नेटवर्क में प्रेषित किए गए थे उनकी मृत्यु हो चुकी है और उस का कोई निशान नहीं है वे नेटवर्क में हैं और उसके बाद ही आप एक नए कनेक्शन की कोशिश करते हैं अन्यथा विकल्प यह है कि आप प्रारंभिक अनुक्रम संख्या को इस तरह से चुनते हैं जो पर्याप्त होगा इसलिए यहां अंतिम अनुक्रम संख्या से भिन्नता होगी जो कि कनेक्शन 1 और एक नए अनुक्रम संख्या का उपयोग किया जाता है जिसे आप कनेक्शन 2 से उपयोग कर रहे हैं इसलिए यहाँ एक अंतर है कि आप यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि यह क्रम संख्या स्थान जो कनेक्शन 1 द्वारा उपयोग किया गया था आप कनेक्शन 2 के डेटा के लिए कनेक्शन 2 के लिए उस क्रम संख्या स्थान का उपयोग नहीं करने जा रहे हैं टीसीपी दूसरे सिद्धांत का उपयोग करता है इसलिए टीसीपी यह सुनिश्चित करता है कि जब भी कोई कनेक्शन माना कोई कनेक्शन 1 है जो क्रैश हो गया जब कनेक्शन 1 क्रैश हो जाता है और जब आप कनेक्शन 2 शुरू कर रहे होते हैं तो आप कनेक्शन 2 को ऐसे चुनते हैं की कनेक्शन 2 की प्रारंभिक अनुक्रम संख्या अर्थात इनिशियल सीक्वेंस नंबर के बीच में अंतर हो और कनेक्शन 1 द्वारा और कनेक्शन 2 द्वारा जो अनुक्रम संख्या इस्तेमाल किया जा रहा हो उनके बीच गैप हो और कोई ओवरलैप नहीं हो तो उसके लिए टीसीपी एक क्लॉकिंग क्रियाविधि का उपयोग करता है इसलिए टीसीपी एक घड़ी के आधार पर अनुक्रम संख्या उत्पन्न करता है तो यह टीसीपी का पुराना कार्यान्वयन या टीसीपी का पुराना संस्करण था यह घड़ी क्रियाविधि के आधार पर अनुक्रम संख्या उत्पन्न करता था इसलिए इसकी कार्यप्रणाली कुछ इस तरह थी की यह घड़ी आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करता था इसमें घड़ी हर 4 माइक्रोसेकंड पर टिक होती है और जब भी घड़ी टिक होती है तो आप एक नया अनुक्रम संख्या उत्पन्न कर रहे होते हैं यदि आपके पास एक 2 का बाइट सेट है तो घड़ी की साईकलस 0 से 232 1 होंगे तो क्या आपको याद है कि टीसीपी एक 32 अनुक्रम संख्या का उपयोग करता है इसलिए आपका संपूर्ण अनुक्रम संख्या स्थान 0 से 232 1 होंगे तो इसका मतलब है कि प्रत्येक 4 माइक्रोसेकंड पर आप एक नया अनुक्रम संख्या उत्पन्न कर रहे हैं और जब भी कोई कनेक्शन क्रैश होता है और फिर से चालू होता है तो आप उस क्रम संख्या का उपयोग करेंगे जो घड़ी द्वारा उत्पन्न की जा रही होती है तो इसका उपयोग प्रारंभिक अनुक्रम संख्या को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है फिर अनुक्रम संख्या उस बाइट्स के आधार पर बढ़ जाएगी जो आपको प्राप्त हो रही है और आप अपने प्रवाह नियंत्रण और कंजेस्शन कंट्रोल एल्गोरिथ्म के आधार पर संचारित कर रहे हैं तो घड़ी का यह मान प्रारंभिक अनुक्रम संख्या देता है जिसका उपयोग किया जाएगा तो इस घड़ी आधारित क्रियाविधि के साथ जो आप सुनिश्चित कर रहे हैं इसका मतलब है कि जब भी पिछला कनेक्शन यदि क्रैश हो जाता है तो आप घड़ी के मान में वृद्धि होने के बाद कनेक्शन को फिर से चालू करते हैं और क्योंकि घड़ी का मान बढ़ रहा है तो आप स्पष्ट रूप से यहां एक ऐसी प्रारंभिक अनुक्रम संख्या प्राप्त करेंगे जो पिछले कनेक्शन द्वारा उपयोग किये गए अनुक्रम संख्या से कुछ अंतर मे होगा तो आप यहां से शुरू करेंगे और आप यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि अनुक्रम संख्या का निषिद्ध क्षेत्र जो कनेक्शन 2 द्वारा उपयोग किया जा रहा है वह कनेक्शन 1 के निषिद्ध क्षेत्र के साथ ओवरलैप नहीं हो रहा है अब इस विशेष दृष्टिकोण से हमें एक समस्या आती है जैसे यह अनुक्रम संख्या जनरेशन थोड़ा नियतात्मक हो जाती है इसलिए यदि आप अच्छी तरह से यह जानते हैं कि घड़ी हर 4 माइक्रोसेकंड पर टिक कर रही है और प्रत्येक 4 माइक्रोसेकंड पर आप एक नया अनुक्रम संख्या उत्पन्न कर रहे हैं इसका मतलब है एक अटैकर पिछले अनुक्रम संख्याओं को देखकर यह समझने में सक्षम होगा कि घड़ी की वर्तमान टिक दर क्या है और पिछले कनेक्शन को क्रैश हुए कितना समय बीत गया 4 माइक्रोसेकंड से विभाजित करने पर जो अनुक्रम संख्या आती है वही अगले कनेक्शन की प्रारंभिक अनुक्रम संख्या होनी चाहिए यदि ऐसी स्थिति है तो एसवाईएन फ्लड अटैक की संभावना है जो टीसीपी के मामले में हो सकती है तो टीसीपी के मामले में एसवाईएन फ्लड अटैक यह है कि आप लगातार एक नोड के लिए इस तरह के नकली SYN कनेक्शन भेज रहे हैं और वह विशेष नोड इन नकली कनेक्शन को वास्तविक कनेक्शन समझ कर के स्वीकार करेगा और वास्तविक कनेक्शन यहां अवरुद्ध हो जाएंगे क्योंकि वे इस बारे में सोचेंगे कि वह विशेष अनुक्रम संख्या जो उत्पन्न की गई है वह वास्तव में मेरे घड़ी इनपुट के आधार पर एक सही प्रारंभिक अनुक्रम संख्या है इसलिए यह उन एसवाईएन कनेक्शन को स्वीकार करेगा और अगर आप कई कंप्यूटरों से ऐसे कई एसवाईएन कनेक्शन भेजते हैं तो डिनायल ऑफ़ सर्विसेस अटैक उत्पन्न होता है इसलिए कंप्यूटर और सर्वर केवल एसवाईएन पैकेट के जवाब में व्यस्त हो जायेंगे यह किसी भी डेटा पैकेट को आगे भेजने में सक्षम नहीं होंगे इसलिए एसवाईएन फ्लड अटैक से टीसीपी पर डिनायल ऑफ़ सर्विसेस उत्पन्न होने की संभावना होती है तो यही कारण है कि टीसीपी का पूर्व फंक्शन या वास्तव में टीसीपी का वर्तमान संस्करण क्या करता है कि यह प्रारंभिक अनुक्रम संख्या उत्पन्न करने के लिए क्रिप्टोग्राफ़िक फ़ंक्शन का उपयोग करता है तो यह ऐसा है कि आपकी घड़ी का मान 1 फ़ंक्शन और 1 मान देगा तो मान लें कि घड़ी का मान यह कह रहा है कि आपकी प्रारंभिक अनुक्रम संख्या x होना चाहिए यदि आपकी प्रारंभिक अनुक्रम संख्या x है तो आप प्रारंभिक अनुक्रम संख्या उत्पन्न करने के लिए एक क्रिप्टोग्राफ़िक फ़ंक्शन लागू करते हैं जैसे कि आपका प्रारंभिक अनुक्रम संख्या y यह x से अधिक है और क्योंकि यह एक क्रिप्टोग्राफिक रूप से सुरक्षित फ़ंक्शन से उत्पन्न होता है इसलिए हमलावर y के मान की भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं होगा तो इस तरह आप यह सुनिश्चित करते हैं कि पिछले कनेक्शन के मामले में जब कनेक्शन क्रैश हो गया था और आप एक नया अनुक्रम संख्या उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे होते हैं तो आपकी घड़ी का मान कहता है कि आपको इस जगह से नया अनुक्रम संख्या उत्पन्न करना चाहिए लेकिन फिर जब भी आप एक कनेक्शन को पुनः आरंभ करते हैं तो आपको इसे इस जगह से उत्पन्न करना चाहिए लेकिन फिर क्रिप्टोग्राफ़िक हैश फ़ंक्शन एक और मान उत्पन्न करता है जो इस विशेष बिंदु से अधिक है और आप उस जगह से अपना नया कनेक्शन शुरू करते हैं तो इस तरह से यह सुनिश्चित करेगा क्योंकि आप इससे अधिक जा रहे हैं यह सुनिश्चित करेगा कि इस नए कनेक्शन के निषिद्ध क्षेत्र और इस पुराने कनेक्शन के निषिद्ध क्षेत्र के बीच कोई ओवरलैप न हो और साथ ही क्योंकि यह मान क्रिप्टोग्राफ़िकली उत्पन्न की गयी है तो हमलावर इसका अनुमान लगाने में सक्षम नहीं होगा तो इस तरह आप एक टीसीपी में एसवाईएन फ्लड अटैक के हमले से सुरक्षित कर पाएंगे टीसीपी कनेक्शन रिलीज यह फिर से 3 वे हैंडशेकिंग क्रियाविधि का उपयोग करता है तो हमारे पास 2 होस्ट होस्ट ए और होस्ट बी हैं अब होस्ट ए कनेक्शन को बंद करना चाहता है जब होस्ट ए इस कनेक्शन को बंद करना चाहता है तो यह कनेक्शन क्लोसर को शरू करता है हम इसे एक सक्रिय क्लोज कहते हैं तो सक्रिय क्लोज़ होस्ट ए फ़िन् सन्देश भेजेगा फ़िन् फिनिश का पूर्ण रूप है तो जब आप कनेक्शन को बंद करना चाहते हैं तब वर्तमान अनुक्रम संख्या और एक वर्तमान पावती संख्या के साथ एक फ़िन् संदेश भेजें फिर होस्ट बी को जब यह फ़िन् संदेश प्राप्त होता है तो वह पुनः क्लोज कनेक्शन क्लोसर के साथ पैसिव क्लोज करता है इसलिए पैसिव क्लोज में यह एक फ़िन् संदेश भेजता है और यह इस फ़िन् को एक पावती संदेश भेजता है ताकि होस्ट ए उस पावती के द्वारा कनेक्शन को बंद कर सके यह इस फ़िन् संदेश को n प्लस 1 के साथ स्वीकार भेजता है और साथ ही यदि होस्ट B स्वयं कनेक्शन बंद करना चाहता है तो यह फ़िन् सन्देश Host A से Host B तक के कनेक्शन को बंद कर देता है अब यदि B भी कनेक्शन को बंद करना चाहता है तो हमारे पास एक द्विदिशीय कनेक्शन B है तो B से A भी अब यदि B इस कनेक्शन को बंद करना चाहता है तो B फ़िन् संदेश भेजता है यदि B इसे तुरंत बंद नहीं करना चाहता है तो B क्या कर सकता है कि वह केवल पावती संदेश भेज सकता है और बाद में जब वह कनेक्शन बंद करना चाहता है तो वह अपना स्वयं का फ़िन् संदेश भेज सकता है जो कि संभव भी है अब जब एक बार होस्ट ए को ये पावती संदेश प्राप्त होता है तब यह टाइमआउट शरू करता है यह टाइमआउट क्लोसर के सममित प्रकृति के कारण होने वाले डेटा हानि को रोकने के लिए होता है इसलिए यदि आपको याद हो कि हमने पहले देखा था कि असममित अर्थात एसिमेट्रिक क्लोजर इनसाइट और अविश्वसनीय नेटवर्क संभव नहीं है इसलिए हम टाइमआउट मान के साथ सममित अर्थात सिमेट्रिक क्लोजर लागू करते हैं तो यह टाइमआउट मान सुनिश्चित करता है कि यदि आप अभी भी बी से कुछ पैकेट प्राप्त कर रहे हैं तो आप इस टाइमआउट को प्राप्त करने के बाद भी पैकेट को प्राप्त करना जारी रख सकते हैं इसके बाद आप उस कनेक्शन को पूरी तरह से बंद कर देंगे और उसके बाद आप किसी भी पैकेट को स्वीकार नहीं करेंगे भले ही आपको उसके बाद कोई पैकेट मिले लेकिन वे पैकेट लॉस्ट हो जाएंगे आप उन पैकेटों के साथ कुछ भी नहीं कर सकते और इसी तरह होस्ट ए फ़िन् संदेश या फ़िन् प्लस पावती संदेश के जवाब में एक पावती संदेश होस्ट बी को भेजता है और यह इन अनुक्रम संख्या के अनुसार पावती संख्या को अपडेट करता है और होस्ट बी को पावती वापस भेजता है इसलिए होस्ट बी फिर से कनेक्शन बंद कर देता है और कोई डेटा नहीं भेजता है तो आप देख सकते हैं कि सक्रिय क्लोज के मामले में एक टाइमआउट है लेकिन निष्क्रिय क्लोज के लिए हमें किसी भी टाइमआउट की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वह अंतिम इकाई होती है जो बंद होने जा रही होती है हमें सक्रिय क्लोज के लिए इस टाइमआउट की आवश्यकता होती है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब होस्ट ए इस क्लोजर को शुरू करे तो होस्ट ए को पावती मिलने के बाद भी होस्ट बी से कुछ डेटा प्राप्त हो सकता है क्योंकि होस्ट बी ने इसके साथ कोई संदेश नहीं भेजा है या यहां तक कि यदि इसने एक संदेश भेजा भी है तो ऐसा हो सकता है कि पैकेट के इन पुन संचालन के कारण आपको उसके बाद भी कुछ पैकेट प्राप्त हो सकते हैं तो हम इस टाइमआउट क्रियाविधि को सक्रिय क्लोज पक्ष पर लागू करते हैं लेकिन निष्क्रिय क्लोज पक्ष में हमें टाइमआउट की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि निष्क्रिय क्लोज पक्ष में जब भी आपको होस्ट ए से एक पावती मिलती है तो आप जानते हैं कि होस्ट ए ने पहले ही अपना कनेक्शन बंद कर चुका है होस्ट ए ने स्वयं एक संदेश भेजा है तो यह ऐसा है कि आपके मित्र ने दरवाजा बंद कर दिया है और आपका मित्र नहीं चाहता है कि आप उसके कमरे में प्रवेश करें इसलिए आप और अधिक इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो यही कारण है कि यहाँ होस्ट ए ने पहले ही समाप्ति संदेश को शुरू कर दिया है इसलिए होस्ट ए अब कोई और डेटा नहीं भेजेगा और होस्ट बी ये जानता है इसलिए निष्क्रिय क्लोज के मामले में आपको टाइमआउट के इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती है जबकि सक्रिय क्लोज के मामले में मैं जबरदस्ती कनेक्शन बंद करने की कोशिश करता हूं इसलिए मैं दूसरे छोर के लिए एक मौका दे रहा हूं कि अगर वह चाहे तो मुझे कुछ और डेटा भेज सकता है इसीलिए हमारे पास यह यहाँ टाइमआउट मान है अब जैसा कि आपने पहले उस काल्पनिक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के लिए देखा है कि ये संपूर्ण ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल स्टेट ट्रांजीशन डायग्राम का अनुसरण करता है तो हमारे पास टीसीपी के लिए भी स्टेट ट्रांजीशन डायग्राम है इसलिए आईये हम टीसीपी के स्टेट ट्रांजीशन डायग्राम कुछ विवरणों पर ध्यान देते हैं क्योंकि यह टीसीपी के लिए महत्वपूर्ण अवधारणा है तो यह संपूर्ण स्टेट ट्रांजीशन प्रक्रिया इस क्लोज स्थिति शुरू होती है इसका मतलब है सर्वर और क्लाइंट दोनों बंद हैं इसलिए उन्होंने अभी तक कोई टीसीपी सॉकेट शुरू नहीं किया है तो यह धारणा है कि आप देखते हैं कि सब कुछ 1 संदेश के बाद स्लैश लगा के दुसरे सन्देश द्वारा लिखा गया है इसलिए यह एक इवेंट एक्शन जोड़ी है तो स्लैश के पहेले लिखा हुआ सन्देश एक इवेंट है और दूसरा लिखा हुआ सन्देश एक क्रिया है फिर यह डैशड लाइन सर्वर के लिए है तो यह डैशड लाइन सर्वर के लिए है और यह ठोस लाइन टीसीपी क्लाइंट के लिए है तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लाइंट सर्वर OSI मॉडल में सर्वर कनेक्शन के लिए सुनने की स्थिति में रहता है और क्लाइंट से कनेक्शन का अनुरोध प्राप्त करता है इसलिए क्लाइंट कनेक्शन अनुरोध आरंभ करता है और एक बार जब क्लाइंट कनेक्शन अनुरोध भेज देता है और सर्वर जब इसे प्राप्त कर लेता है तो यह उस कनेक्शन के साथ प्रसंस्करण शुरू करता है तो आईये देखते हैं कि यह पूरी टीम इस स्टेट ट्रांजीशन डायग्राम का उपयोग करके टीसीपी स्टेट ट्रांजीशन डायग्राम का उपयोग कैसे करती है तो इस क्लोज स्थिति से हमें पहले क्लाइंट की तरफ देखना चाहिए तो क्लाइंट कनेक्ट सिस्टम कॉल आरंभ करता है और SYN संदेश भेजता है तो यह 3 वे हैंडशेकिंग प्रक्रिया का पहला चरण है और फिर क्लाइंट SYN स्थिति में चला जाता है इसलिए इस स्थिति में क्लाइंट एक SYN संदेश भेजता है और यह सर्वर से पावती की प्रतीक्षा करता है अब इस SYN स्टेट से क्लाइंट SYN को भेजने के बाद निर्णय ले सकता है कि मैं अब और डेटा नहीं भेजना चाहता हूँ और कनेक्शन को तुरंत बंद करना चाहता हूं इसलिए यह कनेक्शन को तुरंत बंद करने के लिए क्लोज सन्देश भेजता है और क्लोज स्थिति में चला जाता है इसलिए जब भी सर्वर क्लोज स्थिति में होता है तो भले ही सर्वर SYN संदेश प्राप्त करता हो और एक पावती के साथ वापस भेजता हो यह उस पावती को स्वीकार नहीं करेगा यह उस पावती को ड्राप कर देगा और अब यह आगे डेटा नहीं भेजेगा क्योंकि यह क्लोज स्थिति में है और सर्वर कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करता है और उसे टाइमआउट मिलता है और फिर वो दोबारा क्लोज स्थिति मे चला जाता है तो यह SYN द्वारा भेजे गए स्थिति के लिए है अब जब आप एक SYN भेजते हैं तो आप क्लाइंट से सर्वर में 3-वे हैंडशेकिंग क्रियाविधि मे हो सकते हैं पहले आपको SYN संदेश भेजना होगा फिर आपको सर्वर से SYN के साथ साथ एक ACK प्राप्त होगा और फिर अंत में आप ACK संदेश भेजेंगे तो यहां दूसरे चरण में आपको सर्वर से SYN प्लस ACK संदेश मिलता है इसलिए जब आपको सर्वर से ये SYN प्लस पावती संदेश मिल जाता है तो आप एक पावती संदेश भेजते हैं और स्थापित स्थिति में चले जाते हैं इसी तरह क्लोज स्थिति से सर्वर पहले लिसेन सिस्टम कॉल करता है और लिसेन अवस्था में चला जाता है तो लिसेन अवस्था में यह किसी भी कनेक्शन स्थापना संदेश प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है इसलिए एक बार जब यह एक SYN संदेश प्राप्त करता है तो यह SYN प्लस पावती संदेश के साथ इसे वापस भेजता है तो यह 3 वे हैंडशेकिंग क्रियाविधि का दूसरा चरण है तो सर्वर ने SYN संदेश प्राप्त किया है और फिर SYN प्लस पावती संदेश भेज रहा है और यह 3 वे हैंडशेकिंग क्रियाविधि का तीसरा चरण है जहां क्लाइंट को SYN प्लस ACK सर्वर से प्राप्त हो रहा है और क्लाइंट का काम ख़त्म होए के बाद यह आख़िरी पावती को वापस भेजता और फिर क्लाइंट स्थापित स्थिति में चला जाता है और यह डेटा ट्रांसफर के लिए तैयार जाता है अब इस लिसेन अवस्था से सर्वर पुनः क्लोज को शुरू करता है और तुरंत कनेक्शन को क्लोज कर देता है और जब सर्वर सेंड SYN सन्देश प्राप्त करता है और SYN प्लस पावती सन्देश वापस भेज देता है फिर सर्वर SYN प्राप्ति अवस्था मे चला जाता है इसलिए SYN अवस्था से यह एक रीसेट कॉल कर सकता है और कनेक्शन को लिसेन अवस्था मे रीसेट कर देता है तो यह रीसेट कॉल वह सर्वर है जो किसी भी तरह यह तय करता है कि वह कनेक्शन को और जारी नहीं रखना चाहता है यह कभी कभी हमले को रोकने के लिए आवश्यक है जब भी आप एक ही क्लाइंट से कई SYN संदेश प्राप्त कर रहे होते हैं जैसे कोई SYN फल्डिंग ताकि आप उसे रोक सकें एक रीसेट कॉल के द्वारा या किसी एप्लिकेशन के आवश्यकता के लिए या एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग के आधार पर या एप्लीकेशन पक्ष में कुछ अपवाद की वज़ह से आप मौजूदा कनेक्शन को रीसेट करना चाहते हैं इसलिए SYN रिसीव से आप एक रीसेट कॉल कर सकते हैं और फिर से लिसेन की स्थिति में जा सकते हैं और इन SYN को अनदेखा कर सकते हैं जो आपको पहले ही मिल चुके हैं अब एक मामला हो सकता है जहां सर्वर और क्लाइंट दोनों एक साथ कनेक्शन शुरू कर रहे हैं इसलिए उस स्थिति में हम इसे समकालिक ओपन कहते हैं तो यह ऐसा है जैसे सर्वर और क्लाइंट से क्लाइंट ने SYN भेजा है और साथ ही सर्वर ने भी SYN भेजा है तो अगर ऐसा है जैसे आप सर्वर से SYN संदेश प्राप्त कर रहे हैं तो क्लाइंट को सर्वर से SYN संदेश मिल रहा है क्योंकि आदर्श रूप से क्लाइंट को SYN भेजा जाना चाहिए और उसके बाद क्लाइंट को SYN प्लस पावती मिलनी चाहिए लेकिन अगर यह सर्वर से केवल SYN संदेश प्राप्त कर रहा है तो यह SYN प्लस पावती संदेश भेजता है और क्लाइंट SYN प्राप्त स्थिति में भी जा सकता है तो यह कुछ ऐसा है कि जैसे आपने एक SYN संदेश सर्वर को भेजा है लेकिन SYN प्लस पावती प्राप्त करने के बजाय SYN को जो पावती आपने भेजी थी आपको वही SYN संदेश मिल रहा है और पावती संदेश नहीं मिल रहा है इसलिए क्लाइंट SYN प्राप्त अवस्था की तरफ़ जा रहा है इस स्तर पर जब भी आपको एक पावती संदेश मिलता है तब आप स्थापित अवस्था की ओर बढ़ जाते हैं तो सर्वर को यह आखरी पावती संदेश 3 वे हैण्डशेकिंग के लिए मिल रही है और यह स्थापित स्थिति में जा रहा है इस तरह इस प्रक्रिया के माध्यम से हर कोई स्थापित अवस्था की ओर बढ़ रहा है और इस स्थापना अवस्था से डेटा हस्तांतरण शुरू हो सकता है तो यह टीसीपी की कनेक्शन स्थापना के लिए है जो कि कई अवस्थाओं में जाता है और अंत में स्थापित अवस्था तक पहुंचता है जब आप डेटा ट्रांसफर शुरू कर सकते हैं अब डेटा ट्रांसफर उस सिद्धांत के आधार पर हो सकता है जो हमने आपको पहले बताया था है कि यदि कनेक्शन स्थापित किया गया है तो फिर डेटा भेजें और डेटा प्राप्त करें और इस कनेक्शन स्थापित अवस्था के बाद और डेटा ट्रांसफर के बाद माना की आप कनेक्शन क्लोसर स्थिति में जाना चाहते हैं और कनेक्शन को बंद करना चाहते हैं अब जब भी आप उस कनेक्शन को बंद करना चाहते हैं तो क्लाइंट उस कनेक्शन को शुरू कर सकता है उस विशेष कनेक्शन को हम एक सक्रिय क्लोज कहते हैं क्योंकि कनेक्शन क्लोजर क्लाइंट द्वारा शुरू किया जाता है और उस सर्वर के लिए जो फ़िन् संदेश को प्राप्त कर रहा है फ़िन् संदेश को हम निष्क्रिय क्लोज कहते हैं जिसे हमने पहले देखा है अब सक्रिय क्लोज के मामले में क्लाइंट क्लोज प्रिमिटिव और फ़िन् संदेश को भेजता है और निष्पादित करता है इसलिए जब भी ये फ़िन् संदेश भेजता है तो यह फ़िन् वेट 1 स्टेट में चला जाता है फिर इस फ़िन् संदेश भेजने के बाद आप क्लाइंट से सर्वर में कनेक्शन रिलीज के चरण के बारे में सोचते हैं आप फ़िन् संदेश भेजते हैं फ़िन् संदेश भेज्मे के बाद आपके पास दो संभावनाएं होती हैं पहली सम्भावना ये होती है की आप फ़िन् प्लस ACK प्राप्त करें और दूसरी संभावना क्लाइंट और सर्वर होते हैं क्लाइंट फ़िन् संदेश भेजता है और उसे एकक प्राप्त नहीं होता है या फिर इसे फ़िन् नहीं प्राप्त होआ है इसे सिर्फ ACK प्राप्त होता है तो अगर यह मामला है कि आप सर्वर से पूर्ण होने का संदेश यदि नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सर्वर यह विश्वास कर रहा है कि आपके पास अभी सर्वर को भेजने के लिए और डेटा है आप पावती सन्देश प्राप्त करते हैं और फ़िन् वेट 1 अवस्था से फ़िन् वेट 2 अवस्था में चले जाते हैं क्यूंकि आपको फ़िन् प्लस ACK प्राप्त नहीं हुआ है अब यदि आप फ़िन् प्लस ACK संदेश प्राप्त कर रहे हैं तो यह फ़िन् प्लस ACK संदेश प्राप्त करने के बाद आप इस समय प्रतीक्षा स्थिति में जाएं तो आपको याद होगा है कि सक्रिय कनेक्शन और सक्रिय क्लोसर के लिए हमारे पास टाइमआउट मान होता है जहां इस फ़िन् प्लस ACK को प्राप्त करने के बाद आप टाइमआउट होने की प्रतीक्षा करते हैं एक बार टाइमआउट होने के बाद आप कनेक्शन को क्लियर कर देते हैं और ये वेट अवस्था में चला जाता है इसी प्रकार यह फ़िन् वेट स्टेट यह पावती प्राप्त कर चुका है लेकिन यह सर्वर से फ़िन् प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा था एक बार यह फ़िन् सर्वर से प्राप्त करने के बाद यह ACK भेजता है और टाइम वेट अवस्था में चला जाता है अब एक और मामला हो सकता है जैसे कि उसने सर्वर को एक फ़िन् सन्देश भेजा हो लेकिन बिना ACK प्राप्त किए उसे सर्वर से ही एक और फ़िन् मैसेज मिलाता है तो यह एक समकालिक क्लोसर का मामला है जहां क्लाइंट ने सर्वर को एक फ़िन् संदेश भेजा है और बिना एसीके को भेजे सर्वर ने क्लाइंट को एक और फिन संदेश भेजा है तो इसका मतलब है कि सर्वर विश्वास कर रहा है कि उसके पास प्राप्त करने के लिए और डेटा है इसलिए उस स्थिति में क्लाइंट ACK भेजकर समापन स्थिति में चला जाता है इसलिए आपको समाप्त संदेश मिलता है क्योंकि आप वैसे भी समाप्त करने के लिए तैयार हैं इसलिए आप उस पावती संदेश को भेजते हैं और क्लोजिंग स्थिति में चले जाते हैं इस समापन स्थिति में आप मूल रूप से इस फ़िन् संदेश के लिए सर्वर से पावती की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसे आपने भेजा है अब उसके बाद यदि सर्वर आपको यह पावती संदेश भेजता है तो आप टाइम वेट स्थिति में चले जाते हैं और टाइमआउट होने के बाद आप क्लोज स्थिति में चले जाते हैं निष्क्रिय क्लोज के मामले में चीजें बहुत सरल होती हैं कि आप क्लोज वेट स्थिति में हैं क्योंकि आपको फिन संदेश प्राप्त हुआ है और आपने इसे एक पावती संदेश के साथ वापस भेज दिया है और निष्क्रिय वेट स्थिति में आप अंत में एक क्लोज कॉल करते हैं इसलिए सर्वर यहाँ एक क्लोज कॉल कर रहा है यहाँ आपने अपना स्वयं का फ़िन् संदेश भेजा है सर्वर अपना स्वयं का फ़िन् संदेश भेज रहा है और अंतिम पावती संदेश की प्रतीक्षा कर रहा है इसलिए एक बार जब सर्वर को आखिरी पावती संदेश मिल जाता है तो वह कनेक्शन को बंद कर देता है और फिर से प्रारंभिक अवस्था में वापस चला जाता है जो कि कनेक्शन की शुरुआत होती है तो यह टीसीपी का संपूर्ण अवस्था अर्थात स्टेट संक्रमण आरेख है यहां महत्वपूर्ण पहलू टाइम वेट स्थिति है जिसका अर्थ है अंतिम पावती प्राप्त करने के बाद सक्रिय क्लोज के केस में वह नोड जिसने क्लोसर शुरू किया था वह कुछ निश्चित टाइमआउट अवधि तक प्रतीक्षा करेगा और एक बार टाइमआउट होने के बाद ही यह कनेक्शन को बंद कर देगा और एक और दूसरी दिलचस्प स्थिति यह क्लोजिंग स्थिति है जहां आप सर्वर को एक फ़िन् संदेश भेजते हैं लेकिन एक पावती प्राप्त करने के बजाय आपको सर्वर से फिन संदेश प्राप्त होता है तो यह ऐसा ही है कि आप कनेक्शन को बंद करना चाहते हैं सर्वर भी कनेक्शन को बंद करना चाहता है लेकिन सर्वर तुरंत पावती नहीं भेज रहा है क्योंकि सर्वर को विश्वास है कि यह कुछ और डेटा प्राप्त कर सकता है या यह किसी अन्य प्रसंस्करण की प्रतीक्षा कर रहा है इसलिए कनेक्शन क्लोसर की स्थिति में यहाँ 2 दिलचस्प चरण हैं और यह कनेक्शन क्लोसर करना करना दिलचस्प है क्योंकि यहां हमारा उद्देश्य डेटा हानि को यथासंभव रोकना है इस असंभवता के सिद्धांत के परिणामस्वरूप जो हमने पहले 2 सेना समस्या के उदाहरण के साथ बात की थी यदि आपके पास एक अविश्वसनीय चैनल है तो उस अविश्वसनीय चैनल पर आप कभी भी एक साथ कनेक्शन बंद करने या प्राप्त करने का प्रोटोकॉल रखने में सफल नहीं होंगे या यदि सिस्टम अतुल्यकालिक अर्थात एसिन्क्रोनॉस है तो इस अविश्वसनीय चैनल पर आम सहमति प्राप्त करना कठिन है इसलिए हमें इस तुल्यकालिक अर्थात सिन्क्रोनॉस अर्थात सिन्क्रोनॉस क्लोसर को चुनने की आवश्यकता है और तुल्यकालिक अर्थात सिन्क्रोनॉस क्लोसर के सन्दर्भ में जितना संभव हो उतना डेटा हानि को रोकने के लिए टीसीपी ने यह कदम उठाया है और इस विशेष चरणों में दिलचस्प हिस्सा सक्रिय क्लोसर का टाइमआउट है जिसमें जब सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं तब वह नोड जिसने क्लोसर को शुरू किया था वो एक निश्चित समय तक प्रतीक्षा करता है एक बार टाइमआउट होने के बाद वे इसे बंद कर देता है लेकिन निष्क्रिय क्लोज के लिए आपको टाइमआउट की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि निष्क्रिय क्लोज के लिए दूसरे छोर ने पहले ही कनेक्शन बंद कर दिया होता है इसलिए आप जानते हैं कि यह अब आपको और डेटा नहीं भेजने वाला है तो यह टीसीपी प्रोटोकॉल का संपूर्ण कनेक्शन मॉडलिंग पार्ट है और अगली कक्षा में हम प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिथ्म देखेंगे तो इस कनेक्शन की स्थापना से आपको प्रारंभिक अनुक्रम संख्या सेट करने में मदद मिलती है तो एक बार यह प्रारंभिक अनुक्रम संख्या स्थापित हो जाने के बाद आप उस प्रारंभिक अनुक्रम संख्या का उपयोग कर सकते हैं तो आप स्थापित अवस्था में हैं और उस स्थापित अवस्था और प्रारंभिक अनुक्रम संख्या के साथ कनेक्शन स्थापना चरण के दौरान सहमति व्यक्त की गई है आप प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिथ्म का उपयोग करके आगे और डेटा ट्रांसफर के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं इसलिए अगली कक्षा में हम प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिथ्म को विस्तृत में देखेंगे इस क्लास में भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद